आइए अब हम एक उदाहरण लें जिसमें हम एक फोटोवोल्टेइक पैनल की रचना करना चाहेंगे जिसे कि एक इमारत की छत पर स्थापित किया जाना है परिदृश्य यह है समस्या कथन इस प्रकार है बैंगलोर में एक घर में ऊर्जा की मासिक खपत औसतन 200 यूनिट है अर्थात् देयक मासिक आधार पर तैयार होता है छत पर लगने वाले एक पीवी सेटअप की रचना करो जिसकी वास्तविक ऊर्जा शून्य है चूँकि दिया गया स्थान बैंगलोर है हमें ज्ञात है कि बैंगलोर का अक्षांश 1297 डिग्री है वॉटआवर लोड भी दिया गया है जो कि 200 यूनिट अथवा 200 किलोवॉट आवर मासिक kWhmonth है अर्थात् इन 200 यूनिट्स की खपत 1 महीने में हो जाती है तो अब हम दैनिक खपत प्राप्त करने के लिए WhpvWhload30 निर्धारित कर सकते हैं हम देखना चाहते हैं कि हम पीवी से प्रतिदिन ग्रिड को कितना दे सकते हैं तो यह Whload30 के बराबर होगा जो कि लगभग 667 किलोवॉट आवर प्रतिदिन kWhday होगा एफिशिएंसी 16 है जो कि डाटाशीट से प्राप्त होती है याद करो कि पीवी पैनल की डाटाशीट होती है और एक बार आप ने तय कर लिया कि आप कौन सा पीवी पैनल खरीदेंगे और कौन उत्पादक है आप डेटाशीट देखते हैं और वहां से पीवी पैनल के उस मॉडल के लिए एफिशिएंसी पैरामीटर प्राप्त होता है अब एक बार आपके पास ये पैरामीटर आ गए तो आप अपनी डिज़ाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं सबसे पहले Hatmin प्राप्त करें आपको उस स्थान के वातावरण की परिस्थितियों में झुके हुए समतल सतह वाले संग्राहक पर आपतित होने वाली ऊर्जा को ज्ञात करना होगा और साल के प्रत्येक दिन 1 से 365 तक के लिए इसका मान ज्ञात करना होगा और वहां से इसका न्यूनतम मान Hat उस पूरे साल के लिए प्राप्त करना होगा यह वही है जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं हम जानते हैं कि बैंगलोर के लिए इसका मान 458 kWhm2day है तो यह मान ज्ञात है और अब आप पीवी पैनल के इन्ट्रिन्सिक क्षेत्रफल की गणना करने के लिए तैयार हैं जो कि Whpv भागित एफिशिएंसी गुणित Hatmin है और इसका मान 667016 तथा Hatmin 458 है इसकी इकाई kWhday है यह इकाई kWhm2day है इसलिए इन्ट्रिन्सिक क्षेत्रफल का मान 91 m2 प्राप्त होता है यह इन्ट्रिन्सिक क्षेत्रफल वह क्षेत्र है जो सौर पीवी पैनल के द्वारा ग्रहित होगा अब आपको उस वास्तविक भूमि भवन का पता लगाना होगा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी याद करो हमने इंगित किया था कि हमें देख रेख के लिए व्यक्ति द्वारा स्थापन साफ सफाई और इस तरह की दूसरी चीज़ों के लिए जगह की आवश्यकता होगी अतः आवश्यक वास्तविक भूमि भवन इन्ट्रिन्सिक क्षेत्रफल का लगभग 13 गुना होगा और इसका मान लगभग 1183 m2 अथवा 12 m2 प्राप्त होता है यदि आपके लिए स्क्वेयर फिट अधिक सुविधाजनक हो तो 12 m2 लगभग 127 स्क्वायर फिट होगा परिवर्तन गुणांक 1m21075 स्क्वायर फीट है अतः इतने छत क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी ताकि सारे पैनल उस क्षेत्रफल में स्थापित किए जा सकें हालांकि पावर आउटपुट सिर्फ उतने ही पैनलों के द्वारा दिया जाएगा जो कि इस 91 m2 क्षेत्रफल में हैं एक अन्य उदाहरण लेते हैं यह एक वास्तविक उदाहरण है आप एक तस्वीर देख रहे हैं यह मेरे विभाग की तस्वीर है इसकी छत पर कई पीवी पैनल स्थापित हैं इसमें दो तरह के पीवी पैनल हैं आप देखिए आप इनमें अंतर कर पाएंगे यह पैनल एक तरह का है और यह एक व्यावसायिक इनवर्टर से जुड़ा हुआ है तथा ग्रिड को फीड कर रहा है ये अन्य प्रकार के पैनल हैं इन्हें रेनेसोला पैनल कहते हैं और ये उन इनवर्टर से जुड़े हुए हैं जिनकी रचना एवं विकास विद्यार्थियों के द्वारा किया गया है और ये भी ग्रिड को फीड कर रहे हैं अब यहां पैनल के इस समूह को देखो इस समूह में 100 पैनल हैं जो कि मैं अभी माउस प्वाइंटर के माध्यम से दिखा रहा हूं हम यह गणना करने की कोशिश करें कि पैनल के इस समूह की अधिकतम क्षमता कितनी है यहां पर जो इनवर्टर हैं इनके माध्यम से इस पैनल का आउटपुट ग्रिड को फीड किया जाता है आओ अब इन फोटोवोल्टेइक पैनल को कुछ नज़दीक से देखें ये मोनोक्रिस्टलाइन पैनल हैं और इस पैनल के पीछे आप नामपट्ट वाचन देखेंगे मैंने इसे कैमरे में कैद किया है और आपके पास इस नामपट्ट में दिया गया विवरण है यह रेनेसोला द्वारा चीन में निर्मित है और आपके पास मैक्सिमम पावर ओपन सर्किट करंट शॉर्ट सर्किट करंट जैसे कई मापदंड हैं ध्यान दें कि यह सारा डाटा मानक जांच परिस्थितियों में प्रदर्शित किया गया है एयर मास 15 इंसोलेशन 1000 Wm2 अथवा 1 kWm2 और तापमान 25°C अब इस भाग विमा पर आएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो कि 40 मिलीमीटर है अब क्षेत्रफल जो कि हम प्राप्त करना चाहते हैं इन्ट्रिन्सिक क्षेत्रफल क्या है अब यह 1640 mm गुणित 992 mm अर्थात् 164 m गुणित 0992 m है अब पुनः श्वेत पट पर देखते हैं रूफटॉप पीवी पैनल समूह को नज़दीक से देखें और यहां से 1 2 3 इस तरह से गिनती करना शुरू करें आप पाएंगे कि सब गिन लेने पर आपके पास 100 हैं अब यदि आप इस तरह का एक आदर्श पैनल लें हमने देखा था कि इसका क्षेत्रफल 164x0992 m2 अर्थात् 163 m2 है इसे आप यहां पैनल के नामपट्ट में सत्यापित कर सकते हैं 164mx0992m यह लंबाई और यह चौड़ाई अतः पैनल का क्षेत्रफल 163 m2 है प्रत्येक पैनल का क्षेत्रफल 163 m2 है अब यह ज्ञात करने की कोशिश करें कि संपूर्ण पैनल समूह का इन्ट्रिन्सिक क्षेत्रफल कितना है चूँकि प्रत्येक पैनल का क्षेत्रफल 163 है और कुल 100 पैनल हैं अतः 100 पैनल से गुणा करने पर कुल क्षेत्रफल 163 m2 हो जाता है अब हम गणना करें कि संपूर्ण पैनल समूह का WhPV कितना है और यह ग्रिड को कितना दे सकता है वॉटआवर पीवी एफिशिएंसी गुणित Aintrinsic गुणित Hatmin उस स्थान के लिए के बराबर होता है एफिशिएंसी डाटाशीट से भी प्राप्त की जा सकती है और नामपट्ट वाचन से भी यदि नामपट्ट वाचन से प्राप्त करना हो तो आप PoutPin का उपयोग कर सकते हैं Pout कुछ नहीं बल्कि Vmp गुणित Imp है जहां Vmp मैक्सिमम पावर पर वोल्टेज तथा Imp मैक्सिमम पावर पर करंट है इसे प्रत्येक पैनल के क्षेत्रफल गुणित 1 kWm2 मानक इन्सोलेशन से भाग दिया जाता है अर्थात् 1 kWm2 गुणित पैनल का क्षेत्रफल मानक इन्सोलेशन पर पावर इनपुट देगा और Vmp गुणित Imp पावर आउटपुट देगा तो यह एफिशिएंसी होगी जिसे Aintrinsic तथा Hatmin से गुणा करने पर वॉटआवर पीवी प्राप्त होगा आइए अब नामपट्ट वाचन देखें कि Vmp तथा Imp के मान क्या हैं यह देखिए मैक्सिमम पावर वोल्टेज Vmp 301 V है तथा मैक्सिमम पावर करंट Imp 832 A है आइए अब इन मानों का हम अपने इस समीकरण में उपयोग करें तो पैनल का क्षेत्रफल 301x832163 गुणित 1000 Wm2 Aintrinsic 163 m2 तथा बेंगलुरु के लिए हम जानते हैं Hatmin 458 kWhm2day है ये सारे मान रखने पर वॉटआवर पीवी 1147 kWhday प्राप्त होता है अब संपूर्ण पैनल समूह के उच्चतम वाटेज की गणना भी की जा सकती है जो कि 1147 kWhday है इसे लिख लेते हैं अब इसे उन घंटों की संख्या से भाग देने पर जबकि सूर्य की किरणें वास्तव में पैनल पर पड़ेंगी जो कि Hatmin 458 है तो 458 से भाग देने पर 25 kW प्राप्त होता है तो इस तरह से 458 आंकिक रूप से Hatmin के तुल्य है किंतु हम यहां 458 घंटों के मानक इन्सोलेशन का उपयोग कर रहे हैं तो यह एक 25 kW का निकाय है अर्थात यह संपूर्ण पैनल समूह 25 kW का एक रूफटॉप सिस्टम है तो इस तरह से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक पैनल समूह के लिए अथवा फील्ड पीवी अरे अथवा पीवी फील्ड के लिए सिस्टम रेटिंग क्या है अथवा सिस्टम आउटपुट पावर रेटिंग क्या है और एनर्जी रेटिंग क्या है